हम सेंसर और एक्च्युएटर्स पर अपनी चर्चा जारी रखते हैं विशेष रूप से हम एक इनपुट डिवाइस के रूप में कैपेसिटिव टच सेंसर के बारे में बात करेंगे स्मोक सेंसर एक इनपुट डिवाइस के रूप में और फिर हम विभिन्न प्रकार के रिले के बारे में बात करेंगे पहले हम कैपेसिटिव टच सेंसर के बारे में बात करते हैं जो शारीरिक स्पर्श का पता लगा सकता है हम सभी स्पर्श सक्रिय उपकरणों से बहुत परिचित हैं जैसे हमारे मोबाइल स्पर्श संवेदनशील हैं हम स्क्रीन पर नेविगेट करने के लिए अपनी उंगलियों का उपयोग करते हैं कई अन्य इनपुट डिवाइस हैं जहां आप स्क्रीन को छू सकते हैं और हमारे इनपुट को फीड कर सकते हैं कोई अलग कीबोर्ड नहीं है यह एक तकनीक है कैपेसिटिव टच सेंसिंग का उपयोग करके हम इस तरह के सेंसिंग डिवाइस को बना सकते हैं अब पहले देखते हैं कि यह कैपेसिटिव सेंसिंग क्या है यह मूल रूप से कैपेसिटिव कपलिंग पर आधारित तकनीक है कैपेसिटेन्स क्या है जब समानांतर प्लेट जैसे दो पदार्थों को एक साथ पास लाया जाता है तो कैपेसिटेन्स होगा जब आप अपनी उंगली को पदार्थ के करीब लाते हैं तो आपकी उंगली और वह पदार्थ किसी प्रकार के कैपेसिटेन्स का निर्माण करेगी क्योंकि आपकी उंगली में कुछ नमी होगी आपका शरीर भी सुचालक है इसलिए यदि आप अपनी उंगली लाते हैं तो यह कैपेसिटेंस के मान को भी प्रभावित करेगा टच सेंसर जो इस कैपेसिटिव सेंसिंग से बाहर बनाया गया है स्विच के समान है जब भी आप टच करते हैं तो कुछ स्विच बंद हो जाता है जब आप टच को हटाते हैं तो स्विच चालू होता है तो एक सामान्य पुश बटन स्विच के बजाय आप एक स्पर्श प्रकार के स्विच का भी उपयोग कर सकते हैं और मोटे तौर पर इस तरह के स्पर्श सेंसर कैपेसिटिव या रेसिस्टिव हो सकते हैं बेशक कैपेसिटिव टच सेंसर संपादन में बहुत अधिक लचीले और बेहतर हैं जैसा कि मैंने आपको बताया कि कई एप्लिकेशन हैं जहां हम टच सेंसर का उपयोग करते हैं जैसे कि ट्रैक पैड कई लैपटॉप में कोई अलग माउस नहीं है एक सपाट सतह है जहां आपको स्क्रीन पर कर्सर को स्थानांतरित करने के लिए अपनी उंगली को स्थानांतरित करना होगा जिसे ट्रैक पैड कहा जाता है यह आरेख दिखाता है कि समानांतर प्लेट कैपेसिटर कैसा दिखता है एक प्लेट है जिसका क्षेत्र A है दो समानांतर प्लेट हैं सेपेरेशन d है और बीच में डाईइलेक्टिक नाम का एक पदार्थ है जिसमें एक डाईइलेक्टिक कांस्टेंट है कैपेसिटेंस का मान इस अभिव्यक्ति द्वारा दिया गया है अब e 0 को फ्री स्पेस की परमिटिविटी के रूप में परिभाषित किया गया है और e r दो प्लेटों के बीच के पदार्थ की परमिटिविटी है अब जब आप इसके पास उंगली ला रहे हैं तो आपकी उंगली के माध्यम से कपलिंग होगा यदि आप अपनी उंगली डालते हैं तो इन दोनों प्लेटों को कैपेसिटिव प्रभाव के माध्यम से कपलिंग मिलेगा अनिवार्य रूप से एक टच सेंसर इस तरह से काम करता है इसलिए जब ऑब्जेक्ट स्पर्श करता है या यहां तक कि आप अपनी उंगली को बहुत करीब ला रहे हैं तो कैपेसिटेन्स का मान बढ़ जाएगा और यदि आपके पास कैपेसिटेन्स में परिवर्तन का पता लगाने के लिए उपयुक्त सर्किटरी है तो आप स्पर्श का पता लगा सकते हैं एक प्रकार का उपकरण जिसे हम परिक्षण के भाग के रूप में प्रयोग कर रहे हैं वह इस तरह दिखता है आप यहाँ देखते हैं कि यहाँ वृत्तीय आकृति है यह आपका सेंसर पैड है यदि आप इसके ऊपर अपनी उंगली रखते हैं तो कैपेसिटर का मान बदल जाता है और इस बोर्ड में ही कुछ इलेक्ट्रॉनिक सर्किटरी है आप यहाँ देखते हैं कि एक छोटा आईसी है जिसके अंदर सभी सेंसिंग और कंडीशनिंग सर्किटरी हैं तो इंटरफेसिंग बहुत सरल हो जाती है तीन पिन हैं एक आपका 5 वोल्ट पावर सप्लाई है दूसरा ग्राउंड है और तीसरा एक एनालॉग सिग्नल आउटपुट है आपके स्पर्श के आधार पर आउटपुट वोल्टेज क्या है आप पढ़ सकते हैं जब आप इस तरह के सेंसर को अपने माइक्रोकंट्रोलर बोर्ड में इंटरफ़ेस कर रहे होते हैं तो यह बहुत आसान हो जाता है आप किसी एक पोर्ट पिन से सिग्नल आउटपुट को कनेक्ट को करते हैं अब यह पोर्ट पिन एनालॉग आउटपुट पिन नहीं है यह एक डिजिटल आउटपुट पिन है यह कहता है कि आपने इसे छुआ है या नहीं छुआ है 0 या 1 अगला हम स्मोक सेंसिंग के बारे में बात करते हैं कई एप्लिकेशन हैं जहां आपको सेंसर स्थापित करने की आवश्यकता है उदाहरण के लिए आप अपने घर में आपके सिलेंडर में एलपीजी गैस का रिसाव हुआ है या नहीं यह जांचने के लिए सेंसर लगाना चाहते हैं सेंसर एलपीजी गैस के धुएं को प्रतिक्रिया देने में सक्षम होना चाहिए उस तरह से किसी प्रकार का सेंसर होना चाहिए यहां आपको दाईं ओर एक सेंसर दिखाई देता है प्रयोग में हम आपको इस तरह का सेंसर दिखा रहे हैं आप देखते हैं कि एक छोटा सा जाल की तरह का मास्क है जहाँ आपको उस गैस को देना है आप इसे उस वातावरण में रख सकते हैं जहाँ आप गैस को महसूस कर रहे हैं यह आपकी सांस की जांच भी कर सकता है आप इसके शीर्ष पर सांस छोड़ सकते हैं यह जांच कर सकता है कि आपकी सांस से अलकोहल वेपर बाहर आ रही है या नहीं और इस सेंसर का नाम MQ135 है जिसका हम उपयोग करेंगे आंतरिक रूप से बहुत सारी चीजें हैं हालांकि यह आकार में बहुत छोटा है एक बहुत छोटा इलेक्ट्रिक हीटर है जो अंदर के पदार्थ को गर्म करता है और कुछ एल्यूमीनियम ऑक्साइड माइक्रो ट्यूब हैं अंदर बहुत पतली ट्यूब हैं और बीच में एक हीटर का तार है इसलिए जब वह इस ग्रेडेड सतह के माध्यम से प्रवेश करने वाले धुएं को गर्म करता है तो उन ट्यूबों के साथ प्रतिक्रिया करेगा यहाँ टिन डाइऑक्साइड की एक पतली परत होती है जिसे माइक्रो ट्यूब के अंदर डाला जाता है और मुख्य सेंसर के रूप में कार्य करता है इस टिन डाइऑक्साइड पदार्थ के गुण उस गैस के साथ भिन्न भिन्न होती है जिसे उसके सामने प्रकट किया जा रहा है इस तरह का सेंसर अमोनिया सल्फाइड बेंजीन जैसी गैसों और अल्कोहल और अन्य हानिकारक गैसों को प्रतिक्रिया दे सकता है लेकिन गैस के प्रकार के आधार पर आउटपुट वोल्टेज में बदलाव होगा यह गैस से गैस में भिन्न होता है ये सेंसर गैसों की एक श्रृंखला के प्रति संवेदनशील हैं और आप इन्हें कमरे के तापमान में इस्तेमाल कर सकते हैं यह सीधे आउटपुट के रूप में एक एनालॉग वोल्टेज सिग्नल उत्पन्न कर सकता है और इसे इंटरफ़ेस करना बहुत आसान है जैसे मैं यह डिवाइस दिखा रहा हूं इसमें चार पिन हैं एक 5 वोल्ट का पावर सप्लाई है ग्राउंड है तो यह एनालॉग आउट है यहां आपको गैस के आधार पर एक निरंतर वोल्टेज मिलता है लेकिन आपके पास एक और डिजिटल आउट सिग्नल भी हो सकता है जो आपको बताएगा कि कोई गैस है या नहीं एक थ्रेशोल्ड लेवल है जिसे सेट किया जा सकता है और इसके आधार पर आप 0 या 1 प्राप्त कर सकते हैं यदि आपको डिजिटल आउट की आवश्यकता नहीं है आप केवल एनालॉग आउट चाहते हैं तो आप केवल इन तीन पिनों को जोड़ सकते हैं एनालॉग आउट आप किसी एक एनालॉग इनपुट पिन से कनेक्ट कर सकते हैं और 5 वोल्ट और ग्राउंड इस सर्किट में इसके अंदर सभी आवश्यक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होते हैं ताकि जब आप इसे इंटरफ़ेस करते हैं तो यह उपयोगकर्ता के लिए बहुत आसान हो जाता है यह बहुत सुविधाजनक है अब हम एक्च्युएटर्स पर आते हैं हमने केवल विभिन्न प्रकार के सेंसर के बारे में बात की है जहां से हम डेटा प्राप्त कर सकते हैं लेकिन अब हम कुछ उपकरणों को नियंत्रित भी करना चाहते हैं हम हीटर चालू या बंद करना चाहते हैं हम अपनी एसी मशीन को चालू या बंद करना चाहते हैं और कुछ भी जिसके बारे में आप सोच सकते हैं इन उपकरणों में से अधिकांश उच्च शक्ति वाले उपकरण हैं वोल्टेज के संदर्भ में सीधे अपने माइक्रोकंट्रोलर से आप उन्हें नियंत्रित नहीं कर सकते हैं तो आपको किसी प्रकार के उपकरण की आवश्यकता होती है जो उच्च शक्ति के विद्युत या सर्किट लाइनों को स्विच कर सकता है इन्हें रिले कहा जाता है आपको इस प्रकार के अनुप्रयोगों के लिए रिले की आवश्यकता होती है रिले दो प्रकार के हो सकते हैं मैकेनिकल और सॉलिड स्टेट पहले हम यांत्रिक रिले के बारे में बात करते हैं कभी कभी इन्हें इलेक्ट्रोमैकेनिकल रिले भी कहा जाता है क्योंकि आप विद्युत संकेतों का उपयोग करके एक यांत्रिक उपकरण नियंत्रित कर रहे हैं बाईं ओर आप कुछ इस तरह के इलेक्ट्रोकेमिकल रिले की तस्वीरें देखते हैं जहां एक पारदर्शी पदार्थ के माध्यम से आप देख सकते हैं कि अंदर क्या है लेकिन इनमें से कुछ सील बंद एनवलप में भी उपलब्ध हैं आप अंदर नहीं देख सकते हैं जैसे कि दाईं ओर यह वह रिले है जिसका उपयोग हम अपने प्रयोग में करेंगे अब आंतरिक रूप से आप देखते हैं कि यह क्या है अंदर एक छोटा इलेक्ट्रोमैग्नेट है और एक मूवेबल टर्मिनल स्प्रिंग लोडेड स्विच के साथ एक स्विच है जब इलेक्ट्रोमैग्नेट सक्रिय हो जाता है तो यह एक चुंबक बन जाता है स्विच आकर्षित होता है और सर्किट बंद हो जाता है और यदि आप करंट बंद करते हैं तो वापस सर्किट खुल जाता है अब यह सर्किट जो बंद हो जाता है और खुल जाता है वह एक उच्च शक्ति सर्किट है इसका उपयोग उच्च भार को चलाने के लिए किया जा सकता है लेकिन दूसरी तरफ आप स्विच को खींचने और छोड़ने के लिए जो करंट इस इलेक्ट्रोमैग्नेट से गुजार रहे हैं यह बहुत कम पावर सर्किट हो सकता है यह 5 वोल्ट की पावर सप्लाई पर काम कर सकता है आप एक उच्च शक्ति सर्किट को नियंत्रित करने के लिए बहुत कम पावर सिग्नल का उपयोग कर रहे हैं ये दो सर्किट पृथक हैं वे सीधे जुड़े हुए नहीं हैं इन दो सर्किटों के बीच कोई भौतिक संबंध नहीं है नियंत्रित करने के लिए आप एक बिंदु को ग्राउंड से जोड़ते हैं 5 वोल्ट और यहां आप इसे चालू और बंद करने के लिए एक सिग्नल लगा रहे हैं दो प्रकार के रिले हैं एक को ग्राउंड ड्रिवेन कहा जाता है यदि यह 0 पर होगा तो यह चालू होगा और एक अन्य प्रकार है जो ग्राउंड ड्रिवेन नहीं है यह वोल्टेज ड्रिवेन है जब आप इसे 1 बनाते हैं तो यह चालू होगा और आउटपुट पक्ष पर आप देखते हैं कि तीन टर्मिनल दिए गए हैं इन्हें सामान्य रूप से नोर्मल्ली ओपन नोर्मल्ली क्लोज्ड और कॉमन टर्मिनल कहा जाता है NO का अर्थ है सामान्य रूप से खुला टर्मिनल और कॉमन आम तौर पर आंतरिक रूप से खुले होते हैं जब यह स्विच खुला होता है इसलिए यह तब खोला जाता है जब स्विच खुला होता है स्विच बंद होने पर यह बंद हो जाता है लेकिन NC विपरीत होता है यदि आप NC और कॉमन के बीच एक डिवाइस कनेक्ट करते हैं तो जब स्विच खुला होता है तो यह सर्किट सामान्य रूप से बंद होता है लेकिन जब आप स्विच को सक्रिय करते हैं तो यह सर्किट खुला रहेगा मैंने इस तरह के मॉड्यूल के साथ एक बहुत ही सरल इंटरफ़ेस दिखाया है एक तरफ आप इसे अपने आर्डुइनो बोर्ड Vcc ग्राउंड के माध्यम से नियंत्रित कर रहे हैं और डिजिटल पोर्ट पिन के माध्यम से रिले को नियंत्रित कर रहे हैं और दूसरी तरफ मैं सामान्य रूप से खुले कनेक्शन का उपयोग कर रहा हूं यह मैं एक सर्किट से कनेक्ट कर रहा हूं आइए हम AC मेन्स से एक बल्ब के कनेक्शन की बात करते हैं जब मैं इसे सक्रिय कर रहा हूं और रिले चालू हो जाता है तो बल्ब चमक जाएगा और अगर यह बंद है तो बल्ब बंद हो जाएगा यह इसी तरह काम करता है इंटरफ़ेस बहुत सरल है हम इस तरह के इंटरफेसिंग प्रयोगों को बाद में देखेंगे अब रिले का एक और संस्करण है जो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के यांत्रिक रूप से स्विच को खींचने और छोड़ने पर निर्भर नहीं है लेकिन इन्हें सॉलिड स्टेट रिले कहा जाता है सॉलिड स्टेट का मतलब सेमीकंडक्टर डिवाइस का उपयोग करके चिप के अंदर सब कुछ बनाया गया है आप यह कह सकते हैं कि एक इलेक्ट्रॉनिक स्विचिंग डिवाइस है इलेक्ट्रोमैकेनिकल रिले की तरह कोई मैकेनिकल मूविंग पार्ट्स नहीं है यहां आपको स्विचिंग के लिए जिस तरह के उपकरणों की आवश्यकता होती है वे उच्च शक्ति अर्धचालक उपकरण जैसे कि थायरिस्टर्स या पावर ट्रांजिस्टर हैं वे उच्च वोल्टेज पर बहुत अधिक धाराओं को स्विच कर सकते हैं उदाहरण के लिए सैकड़ों एम्पीयर की धारा को स्विच किया जा सकता है अंदर कुछ इलेक्ट्रॉनिक सर्किटरी होगी जो उचित इनपुट को कुछ प्रतिक्रिया दे रही होगी जो कि एक कण्ट्रोल 0 या 1 भेज रहा होगा और यह थायरिस्टर या पावर ट्रांजिस्टर जो कुछ भी है उसे चालू या बंद किया जाएगा और वह नियंत्रित किये जा रहे उपकरण के पावर को चालू या बंद करेगा इस प्रकार से सॉलिड स्टेट रिले काम करती है ये सॉलिड स्टेट रिले की कुछ तस्वीरें हैं आप देखते हैं कि यह बीच का है यह कहता है कि यह 24 से 380 वोल्ट एसी तक काम करता है ये आकार में बहुत छोटे होते हैं क्योंकि सॉलिड स्टेट उपकरणों से बने अर्धचालक बहुत छोटे होते हैं बाईं ओर जो आप देख सकते हैं वह आकार में कुल 4 सेंटीमीटर है इसके साथ हम विभिन्न प्रकार के आउटपुट डिवाइस जैसे एलईडी और एलडीआर विभिन्न प्रकार के सेंसर और एक्चुएटर पर अपनी चर्चा के अंत में आते हैं अब वास्तविक हैंड्स ऑन और प्रदर्शन सत्रों के दौरान हम आपको इन सभी सेंसरों और एक्च्युएटर्स को उपयोग करते हुए दिखाएंगे उनका उपयोग कैसे करें उन्हें कैसे इंटरफ़ेस करें और हमारे अनुसार नियंत्रित करने के लिए माइक्रोकंट्रोलर में प्रोग्राम कैसे लिखें इन पर हम अपने बाद के व्याख्यानों में चर्चा करेंगे धन्यवाद